एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लैंगिक न्याय एवं कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम कोर्स ऑन जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी प्रोदीपा दुबे द्वारा राजीव गांधी बौद्धिक संपदा कानून विद्यालय राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आई आई टी खड़गपुर व्याख्यान 03 लैंगिक न्याय जेंडर जस्टिस का परिचय जारीContd नमस्कार प्यारे छात्रों मैं आपका लैंगिक न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में स्वागत करती हूँ हम पाठ्यक्रम के परिचयात्मक मॉड्यूल पर चर्चा कर रहे थे और इस प्रक्रिया में हमने सेक्स और लिंग की अवधारणाओं उन दोनों के बीच अंतर का परिचय देने की कोशिश की है समाज में लैंगिक समाजीकरण कैसे होता है और रूढ़िबद्धता शुरू हुई जो पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर करती है और इस तरह एक समूह को दूसरे से बेहतर बनाता है चर्चा जारी रखने के लिए जब हमने कहा कि एक विशिष्ट भेदभाव है जो समाज में होता है हम कुछ ऐसे मिथकों पर गौर कर सकते हैं जो इस लैंगिक रूढ़िबद्धता के साथ चलते हैं जो इस प्रकार समाज में घटित होता है जब हम पुरुष की बात करते हैं जिसमें हम कुछ गुणों या कुछ विशेषताओं को देखते हैं जो उसके लिए स्वाभाविक हैं और कुछ निश्चित महिलाओं के लिए स्वाभाविक हैं और एक प्रकार का अंतर है जिसे हम इसकी विशेषता मानते हैं और एक अलग मूल्य भी जो हम दोनों गतिविधियों के मत्थे रखते हैं इस प्रकार यह कहना कि यांत्रिक कार्यों में पुरुष बेहतर हैं स्लाइड समय संदर्भ 0223 यह समाज की सामान्य धारणा या दृष्टिकोण है जहाँ यह महसूस किया जाता है कि जिन कार्यों के लिए अधिक मशीनी काम करने की आवश्यकता होती है पुरुषों को वे स्वाभाविक और बेहतर रूप से आते हैं अब दूसरी तरफ महिलाएँ जैसा कि हमने पहले कहा था बच्चों के पालन पोषण आदि को स्वतः स्त्रैण नौकरियों के रूप में देखा जाता है इसलिए यह महसूस किया जाता है कि महिलाएं पालन पोषण के कार्यों में बेहतर हैं यह इस धारणा से आता है कि महिलाएं कुछ प्रकार के काम कर सकती हैं और कुछ अन्य नहीं कर सकती हैं क्योंकि शायद वो भावना यह है कि वे कमजोर हैं वे डरपोक हैं उनके पास इतनी ताकत नहीं है उनके पास इतनी क्षमता नहीं है और कभी कभी यह कहने की सीमा तक भी जाता है उनके पास काम की कुछ श्रेणियों को निष्पादित करने के लिए बहुत अधिक बुद्धि नहीं है इसलिए शायद एक उदाहरण के रूप में अगर कोई शारीरिक रूप से थका देने वाली नौकरियों में देखें तो श्रमसाध्य कार्यों या शारीरिक नौकरियों में यह हमेशा महसूस किया जाता है कि महिलाओं को उन नौकरियों से छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि उनमें इन आवश्यकताओं का सामना करने की क्षमता नहीं है यह पुरुषों के लिए अधिक है जो स्वभाव से मेहनती हैं परिश्रमी हैं आक्रामक हैं हावी हैं और यहां तक कि तर्कसंगत भी हैं और इसलिए वे बेहतर हो सकते हैं या वे कुछ प्रकार की गतिविधियों में बेहतर कर सकते हैं महिलाएं घरों में बेहतर होती हैं वे स्वभाव से विनम्र भावुक कोमल होती हैं वे अपनी भलाई के लिए मानसिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होती हैं अब जैसा कि मैंने इसे शीर्षक दिया है ये मूल रूप से मिथक हैं मिथक जो इस लैंगिक रूढ़िबद्धता से उपजा है जो पीढ़ियों और सदियों से हुआ है और जो हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि एक समूह कुछ चीजें कर सकता है दूसरा समूह जिसके लिए अक्षम है हाल ही में रक्षा में महिलाओं को युद्ध में शामिल करने के लिए यह चर्चा थी कहीं कहीं पारंपरिक रूप से कहा जाए तो यह है कि कि ऐसी नौकरियों में महिलाओं को काम पर रखने के लिए सबसे अधिक अनुपयुक्त समझा गया लेकिन जैसा कि हम बदलते समय के साथ देखते हैं कि ये बाधाएं अथवा ये मिथक जो एक व्यक्ति के दिमाग में हैं टूट रहे हैं और इन मिथकों के टूटने के साथ हमें और अधिक महिलाएं आकर उन गतिविधियों में शामिल होती मिल रही हैं और जो तब तक केवल पुरुष प्रधान मानी जाती थी या जो केवल पुरुष ही कर सकते थे इसलिए यह है कि कहीं न कहीं मिथक लोगों के समाज के दिमाग पर छाने में एक लंबा रास्ता तय करते हैं यह मानने के लिए कि अंतर मौजूद है जहाँ अंतर मौजूद नहीं है भौतिक अंतर के सिवाए लेकिन समाज हमें यह विश्वास दिलाता है कि वहां व्यवहार में रवैये में भूमिकाओं में मूल्यों में पुरुषों और एक महिला के बीच अंतर मौजूद होता है जिसके कारण व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार के व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए जबकि दूसरे को किसी अन्य प्रकार के व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए स्लाइड समय संदर्भ 0636 अब इस संदर्भ में कोई भी मौजूदा भारतीय समाज को देख सकता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है अब शुरू करने के लिए कोई यह कह सकता है कि यह हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया में है इसलिए मैं या कोई इस तथ्य पर जोर नहीं देगा कि सभी समयों के लिए यह एक समान रहा है या इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन क्या हम उन सभी अंतर को दूर कर पाए हैं जिसका जवाब होगा नहीं और इसलिए आज भी हम क्या पाते हैं कि भारतीय समाज में पितृसत्ता काफी हद तक हावी है कहीं न कहीं महिलाओं के ऊपर पुरुषों की श्रेष्ठता की समझ या विश्वास है चाहे परिवार में या समाज में और सभी क्षेत्रों में पितृसत्ता के इस प्रभुत्व को पा सकते हैं अब महिलाओं की भी इस समाज में एक अधीनस्थ की भूमिका को स्वीकार करने के लिए सांस्कृतिक रूप से अनुकूलितकंडीशनिंग की गई है हम उस निष्कर्ष पर क्यों आते हैं यदि हम उन महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देते हैं जो शायद बच्चे की प्राथमिकता स्वास्थ्य शिक्षा आर्थिक अवसरों आदि में प्रकट होती हैं यदि हम इन सभी को देखें या इन में से कुछ को देखे कोई स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि कहीं न कहीं पुरुष के लिए एक प्राथमिकता है महिला के ऊपर कि महत्व महिला के ऊपर बना हुआ है इसलिए बच्चे की एक सरल सी पसंद के संबंध में लड़की के ऊपर लड़के के लिए हमेशा एक प्राथमिकता होती है जैसा कि हमने पहले ही व्याख्यान में बताया था कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में मूल रूप से जो लड़की के ऊपर लड़के की पसंद से आता है हम जानते हैं कि लिंग निर्धारण की अनुमति नहीं है कई स्थितियों में परिवार गैरकानूनी रूप से ऐसे लिंग निर्धारण करवाते हैं गर्भपात होते हैं जो भ्रूण हत्याएं होती हैं क्योंकि परिवार किसी भी तरह से लड़की को नहीं चाहता है लेकिन लड़के को पसंद करना चाहता है शिक्षा के मामलों में स्वास्थ्य के मामलों में और निश्चित रूप से आर्थिक अवसरों के मुद्दों में पुरुषों और महिलाओं के लिए संभावनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं और इसलिए शायद कोई कहीं न कहीं यह कह सकता है कि भारतीय समाज में हम अभी भी ऐसी स्थिति में नहीं हैं जहां हमने दोनों लिंगों की समानता हासिल की है लेकिन महिलाओं की कुछ श्रेणियों की बात आती है तो इसमें प्रखर अंतर है स्थिति और भी बदतर है विभिन्न वर्गों की महिलाओं की विभिन्न धर्मों की विभिन्न समूहों की या आप जानते हैं विकलांग महिलाएं आदि में स्थिति और भी विपरीत है स्लाइड समय संदर्भ 1022 इसलिए यदि हम इस संबंध में समाज में महिलाओं की स्थिति पर गौर करना चाहते हैं तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज में विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति क्या है और इस मामले में थोड़ा पीछे इतिहास में जाएंगे और फिर यह देखने के लिए आगे बढ़ेंगे कि वर्षों से महिलाओं की बदलती स्थिति क्या है अब यह उन कोणों में से एक है जो वहां है और जो यह बताता है कि पूरे इतिहास में यह भेदभाव का मुद्दा असमानता का मुद्दा हीनता का मुद्दा है जो समाज द्वारा लगातार बढाया गया दोष है और इसलिए यह एक ऐसी स्थिति में रहता है जहां आज हम इसे बहुत कठिन पाते हैं समानता की स्वतंत्रता की अवधारणाओं को या महिलाओं को यह कहने के लिए कि सभी इतिहास इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पुरुषों ने इच्छानुसार महिलाओं को अपने वश में कर लिया है उसे अपनी आत्म संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है लेकिन कभी भी उन्होंने उसे इस पद पर बुलंद करने की इच्छा नहीं जताई जिसे भरने के लिए वह बनी थी उसने जो भी किया उसे आधारहीन करने अपना मन बहलाने और उसके दिमाग को ग़ुलाम बनाने के लिए किया है अब वह बर्बाद हो चुके अवशेष पर विजयी रूप से देखता है और कहता है कि वह जो धूल से सना हुआ है वह हीन है तो इतिहास के संदर्भ में वही एक अधीनता की कहानी है पुरुषों द्वारा महिलाओं की अधीनता की एक ही है और इसलिए महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष की पूरी कहानी विभिन्न असमानताओं के संबंध में निरंतर संघर्ष की रही है जो यहां जमानत का सामना कर रहे थे चाहे विभिन्न अधिकारों से वंचन जिनके साथ उसका सामना हो रहा था स्वयं पर अधिकार मत का अधिकार संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार विरासत का अधिकार विवाह तलाक का अधिकार आदि रोजगार का अधिकार और कई अन्य इनमें से प्रत्येक में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार संघर्ष किया गया है और यह संघर्ष वास्तव में बहुत कठिन था शायद सदियों से चला आ रहा है और कुछ मामलों में आज भी यह एक संघर्ष है जो जारी है एक उदाहरण के लिए जैसे कि कुछ राष्ट्रों में महिलाओं के पास किसी चीज को वोट देने का अधिकार नहीं था जो हमें कई बार प्रभावित करते हैं लेकिन यह स्वाभाविक है कि एक राज्य के समाज में हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए लेकिन आपके पास ऐसे राष्ट्र थे जहां लंबे युद्ध या संघर्ष के बाद महिलाओं को अधिकार दिए गए थे क्योंकि पहले यह महसूस किया गया था कि महिलाएं नागरिक नहीं हैं और इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता था इसी प्रकार संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार वह भी जो महिलाओं के निरंतर संघर्ष का परिणाम है जो कुछ स्थितियों में भारत भी हमने देखा है कि जहां परिवार में बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया गया था हालांकि विधायी और न्यायिक विकास की प्रक्रिया में अब यह ऐसी स्थिति में आ गया है कि प्रक्रिया में कहीं न कहीं समानता का मुद्दा संबोधित किया गया है स्लाइड समय संदर्भ 1434 महिलाओं की स्थिति को देखने के लिए हम इसे शुरू से ही देखने की कोशिश करेंगे जहाँ भारतीय समाज में हम आम तौर पर कुछ निश्चित काल में विभाजित करते हैं प्रारंभिक वैदिक काल परवर्ती वैदिक काल मध्यकाल और बाद में हम हैं ब्रिटिश भारत और वे बाद में हैं स्वतंत्र भारत यह सिर्फ एक समझ देने के लिए है कि काल के साथ महिलाओं की बदलती स्थिति क्या है और क्या जिसे हम अब असमानता की स्थिति हीनता की स्थिति के रूप में कहते हैं कि पूरी कालावधि में भारतीय समाज में क्या महिलाओं की वही स्थिति रही है यदि कोई आरंभिक वैदिक काल में देखता है तो एक अलग तस्वीर मिलेगी अब आम तौर पर साहित्य और इतिहासकारों ने विभिन्न साहित्य में महिलाओं की स्थिति के संबंध में कई लेख दिए हैं और इससे एक विचार प्राप्त हो सकता है कि आरंभिक वैदिक काल में कहीं न कहीं महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता की एक उचित मात्रा थी ऐसा लगता है कि उस स्थिति में या उस अवधि में महिलाओं ने पुरुषों की तरह सभी क्षेत्रों की गतिविधियों में भाग लिया जैसे कि गुरुकुल में अध्ययन उपनयन से भी गुजरती थी कला संगीत नृत्य में भाग लेती और यहां तक कि युद्ध भी किया धार्मिक कर्तव्य निभाए अन्य कई कर्तव्यों के साथ इसलिए वह समान स्थिति में थीं अपनी वीरता के मामले में उन गतिविधियों के संदर्भ में जिसे करने के लिए उसे अधिकार था और शिक्षा पाने के मामले में उन अनुष्ठान और धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में जिसका एक पुरुष हकदार था कुछ हद तक एक समानता या समानता की भावना उस स्थिति में व्याप्त थी परिपाटी जिसे हम परदा प्रथा कहते हैं वह आरंभिक वैदिक काल में मौजूद नहीं थींजीवन साथी के चयन में समान अधिकार थे उस समय में बहुविवाह एक वास्तविक घटना थी और राजवंश के अलावा दहेज कुछ हद तक अनभिज्ञ था विधवाओं के पुनर्विवाह की अवधारणा को भी जानते थे इसलिए यह भी पता चलता है कि कई बुराइयाँ जिन्होंने बाद के समय में व्यवस्था या समाज में प्रवेश किया शुरुआती दिनों के दौरान गैर मौजूद थीं और आप जानती हैं कि परिस्थितियाँ साथियों को चुनने की स्वतंत्रता आदि जहाँ महिलाओं के लिए उपलब्ध थीं इसलिए इसे स्वतंत्रता गुणवत्ता और सहयोग के आधार पर स्त्री गौरव के दौर के रूप में पहचाना गया तो वह शुरुआती बिंदु था जहां हमारे पास आरंभिक वैदिक काल के कुछ साहित्य हैं जो समाज में पुरुषों और महिलाओं की समान स्थिति की ओर संकेत करते हैं स्लाइड समय संदर्भ 1814 किसी प्रकार चीजें मुड़कर परवर्ती वैदिक काल में बदतर होती चली गईं अब यह है जहाँ से बुराइयों ने प्रणाली में प्रवेश किया और यह समय के साथ बढ़ती गई अब कई बार हम मनु स्मृति और मनु के कथन का उल्लेख करते हैं जो समाज में महिलाओं की हीन या निम्न स्थिति की ओर संकेत करते हैं जैसे कि एक महिला को हमेशा पुरुष सदस्य के अधीन होना चाहिए आदि इसलिए ये परवर्ती वैदिक काल का एक भाग था जहां महिलाओं की स्थिति को एक झटका लगा अब जो हुआ वह विभिन्न प्रतिबंध थे जो एक महिला के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर लगाए गए थे तो बेटी का जन्म अवांछनीय है का वह मुद्दा उस काल में शुरू हुआ था जहाँ एक बेटे और एक बेटी के बीच बुनियादी अंतर किया जाता था और इसलिए बेटी के साथ आने वाले बोझ और जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया और इसलिए अब इस परिवार में उनकी बेटी का जन्म अवांछित था जबकि शुरुआती दौर में लड़कों के साथ साथ बालिकाओं को शिक्षित करने का मुद्दा था इस अवधि में महिलाओं को शिक्षा वंचित थी उपनयन निषिद्ध था वैदिक अध्ययनों में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित किया गया था धार्मिक समारोहों आदि में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित किया गया था पूर्व यौवन विवाहों की बुराई भी शुरु हुई अतः यह वह भी समय था जब शीघ्र विवाह या बाल विवाह आरंभिक वैदिक काल में अपना रास्ता बनाने लगे थे महिलाओं के विभिन्न उदाहरण हैं विवाहित महिलाओं के जो कब और किससे विवाह किया जाए में अपनी पसंद का प्रयोग करती थीं लेकिन बाद के दौर में यह स्थिति थी कि यही बच्चा अब शिक्षा के संपर्क में नहीं था जहाँ घर के क्षेत्र में अन पढ़ रखा गया और जीवन में हमारी बहुत जल्दी शादी हो जाती थी महिलाओं की अधीनता स्थापित की गई थी फिर भी उन स्थितियों में भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं कि कानून ने संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी है विशेष रूप से स्त्रीधन महिलाओं की संपत्ति की अवधारणा जो अस्तित्व में हैउस समय भी मौजूद थी फिर भी एक बड़ा बदलाव था या बड़ा परिवर्तन था प्रारंभिक वैदिक से परवर्ती वैदिक काल तक जहां धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति कमतर होने लगी स्लाइड समय संदर्भ 2133 फिर मध्ययुगीन काल आया अब मध्ययुगीन काल में जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश पर जिसे अब हम भारत कहते हैं विभिन्न बाहरी लोगों द्वारा विभिन्न विजय और नवाचार के लिए चिह्नित किया गया और इसलिए इन आक्रमणों के साथ महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि नवाचारों के साथ यह इन नवाचारों को महिलाओं की भलाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा गया था और आप जानते हैं इसलिए महिलाओं को और भी दीवारों के पीछे रखा गया था और वहाँ हर तरह इसलिए उन्हें परदे के पीछे रखा गया था जो हमारे पास पर्दा प्रथा के रूप में है गतिविधि या कार्य से महिलाएं गंभीरता से प्रतिबंधित की गईं थीं अब यह वह समय था जहां विभिन्न वर्षों में धीरे धीरे भारतीय समाज में सती प्रथा बाल विवाह प्रथा कन्या भ्रूण हत्या दहेज बहुविवाह देवदासी प्रथा आदि ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया इसलिए समाज में विद्यमान सभी बुराइयाँ अब बहुत ही प्रमुख हो गईं क्योंकि आक्रमणकारियों से महिलाओं की रक्षा के संबंध में एक बड़ा सवाल था और महिलाओं की सुरक्षा की प्रक्रिया में महिलाओं को कोनों में धकेल दिया गया जहां सभी अधिकार सभी स्वतंत्रताएं और सभी छूट उनसे छीन ली गईं और उनके पास एक हीनवर्ग होने या उसके जैसे शायद पुरुष की संपत्ति होने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था और वे विभिन्न बुराइयों के अधीन थीं अब अंग्रेजों के आने के साथ ही व्यवस्था में बदलाव या धारणा में बदलाव आया क्योंकि पश्चिमी प्रभाव और शिक्षा थी जो पूरी सामाजिक समझ और विश्वास में ताजी हवा देने के लिए आई थी इसलिए पहली बार स्वतंत्रता समानता की अवधारणाओं ने अपना रास्ता बना लिया और कुछ बड़े आंदोलन हुए समाज सुधार आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन आदि हुए और इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने और समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जैसा कि हम जानते हैं यह भी ब्रिटिश काल के दौरान जो कई वर्षों से मौजूद थे उनमें से एक प्रमुख था सती प्रथा जिसमें महिला को पति की चिता में जलाने की प्रथा प्रमुख थी और यह देश के बड़े पैमाने पर विभिन्न भागों में जारी थी इसे कुछ भारतीयों के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ संबोधित किया गया था और देश में कुछ कानून पारित किए गए थे जिन्होंने इस प्रथा को प्रतिबंधित करने और अपराधियों को दंडित करने का प्रयास किया था जो महिलाओं को चिता में खुद को जलाने के लिए मजबूर करते या यह काम करते थे इसलिए सती विधवाओं से दुर्व्यवहार विधवा पुनर्विवाह बाल विवाह संपत्ति के अधिकारों से वंचित करना शिक्षा मंदिर की वेश्यावृत्ति देवदासी प्रथा के संदर्भ में सभी को या अधिकांश को उनमें से कई को स्वतंत्रता या समानता के संबंध में बदलते कानूनों द्वारा या बदलती धारणाओं के साथ संबोधित माना जाता था जो शिक्षा की ब्रिटिश प्रणाली द्वारा लाई गई थी और ब्रिटिश सुधारवादी आंदोलन इसलिए एक तरह की जागरूकता इस प्रक्रिया में पैदा की गई थी जिसमें महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने की मांग की गई थी लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है यह केवल एक तीसरा शुरुआती बिंदु था और ऐसा नहीं कि एक प्रमुख अंतर इस प्रक्रिया में लाया गया था लेकिन यह निश्चित रूप से समझने के संबंध में एक प्रारंभिक बिंदु था कि महिलाओं की मौजूदा स्थिति को विशेष रूप से संबोधित और परिवर्तित किया जाना चाहिए और यह महत्वपूर्ण है कि उनके अधिकारों को समाज में पहचानने की आवश्यकता है इसलिए एक बार जब हम समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंध में पृष्ठभूमि को समझ गए हैं तो हम इस संबंध में आगे बढ़ सकते हैं कि फिलहाल समाज में महिलाओं की मौजूदा स्थिति और अधिकार क्या हैं इसलिए हम अगले व्याख्यान में इसे जारी रखेंगे